इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स I पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और आज हम इस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पार्ट 2 को जारी रखेंगे और यह व्याख्यान संख्या 4 है हम सिंगल वेरिएबल के डिफरेंशियल कैलकुलस और फंक्शन्स पर चर्चा कर रहे हैं और आज इन्फिनिटी माइनस इनफिनिटी 0 पावर 0 इन्फिनिटी पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पर चर्चा की जाएगी यदि हम पिछले व्याख्यान को याद करें तो हमने पहले ही इन दो फॉर्म्स या बल्कि इन दो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पर चर्चा की है जैसे 00 और इन्फिनिटी इन्फिनिटी वहां हमने देखा है कि यह एल हास्पिटल LHospital नियम बहुत मददगार था जो कहता है कि इसका रेश्यो f और g जहां f और g दोनों या तो 0 या फिर इन्फिनिटी पर जाते हैं उस स्थिति में इस रेश्यो की लिमिट डेरिवेटिव की लिमिट के बराबर होगी बशर्ते कि यह लिमिट राइट हैंड पर मौजूद हो और हमने यह भी देखा है कि हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं बशर्ते कि f और g की सभी स्थिति संतुष्ट हों और फिर से हमारे पास यह स्थिति है कि यह f और g दोनों वे 0 या पर जाएं तो उस स्थिति में नियम कहता है कि हम इन डिफरेंशिएशन की इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं और फिर से हम न्यूमैरेटर और डिनॉमिनेटर को डिफरेंटशिएट कर सकते हैं हम उस लिमिट को तब तक ले सकते हैं जब तक हम इस लिमिट को प्राप्त नहीं कर लेते महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दो फ़ंक्शन के रेश्यो की यह लिमिट तब मौजूद होती है जब इस डेरिवेटिव का रेश्यो होता है इसलिए यह लिमिट यहाँ मौजूद है अन्यथा उदाहरण के लिए यह लिमिट मौजूद नहीं है हम यह दावा नहीं कर सकते कि fg रेश्यो का मूल लिमिट मौजूद नहीं है तो आज हम 0 इनटू तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पर चर्चा करेंगे तो हमारे पास स्थिति है मान लीजिए f गोज़ टू 0 और यह gगोज़ टू है क्योंकि x गोज़ टू a है इसलिए f x g का प्रोडक्ट क्योंकि x गोज़ टू a इंडिटरमिनेट है क्योंकि यह 0 है और जिसका हमें मूल्यांकन करना है एल हास्पिटल LHospital के नियम के साथ जो हमने पिछले व्याख्यान में सीखा तो इस मामले में जब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट होता है जहां f यह फ़ंक्शन गोज़ टू 0 और दूसरा गोज़ टू होता है उस स्थिति में हम यहाँ इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख सकते हैं fxgxfx1gx तो इस स्थिति में यहाँ f गोज़ टू 0 और यह 1g गोज़ टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ 00 फॉर्म है हम इस फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं कि हम इस g को न्यूमैरेटर में रखते हैं और इस डिनॉमिनेटर में हम f को 1f केरूप में लेते हैं तो इस मामले में यह g गोज़ टू और 1f क्योंकि f गोज़ टू 0 है तो यहां 1fगोज़ टू हो जाता है तो हमारे पास ∞∞ फॉर्म है और किसी भी स्थिति में हम जानते हैं कि हम ल' एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू कर सकते हैं इसलिए एल हास्पिटल LHospital नियम को लागू करने से हम लिमिट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम पिछले व्याख्यान में पहले ही सीख चुके हैं कि 00 या ∞∞ सेफ़ॉर्म कैसे की जाती है तो आइए हम यहां एक सरल उदाहरण लेते हैं हम इस एल हास्पिटलLHospital नियम को इस समस्या पर लागू करना चाहते हैं xsin 2x और x गोज़ टू हो जाता है तो यहाँ हमारे पास x गोज़ टू और sin 2x है तो 2x गोज़ टू 0 हो जाता है तो यह ∞×0 फॉर्म है तो इस मामले में हम इस विचार का उपयोग करेंगे जिसकी चर्चा ऊपर की गई है कि हम 00 या ∞∞ फॉर्म बना सकते हैं तो इस मामले में हम इस x को डिनॉमिनेटर में ला सकते हैं 1x के रूप में और फिर sin 2x के तो इस मामले में हमारे पास 00 फॉर्म है तो sin 2x गोज़ टू 0 और 1x भी गोज़ टू 0 है इसलिए इस मामले में अब हम एल हास्पिटलLHospital नियम लागू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 00 फॉर्म है और फिर sin 2x का डेरिवेटिव है 2x और 2x का डेरिवेटिव है 2x2 और यहां भी हमारे पास है 1x2 तो स्थिति अब यह 2x2 और 1x2 है तो x2 शब्द कैंसिल हो जाते हैं और फिर हमारे पास यहाँ cos 2x x गोज़ टू जैसे आता है तो x गोज़ टू 2x गोज़ टू 0 और फिर cos 0 गोज़ टू 1 है और हमारे पास यहाँ यह 2 है इसलिए सीमा 2 है अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि हालांकि यह एल हास्पिटल LHospital नियम 00 या ∞∞ फॉर्म पर लागू हो सकता है लेकिन एक विशेष मामले में यह बेहतर हो सकता है यह अब हम उदाहरण की मदद से देखेंगे तो बात यह है कि हम इन फॉर्म्स के बीच परिवर्तन कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए यह f0 00 के फॉर्म का है तो हम इसे 1g विभाजित 1f के रूप में फिर से लिख सकते हैं और इस स्थिति में यदि यह f और g दोनों गोज़ टू 0 हैं तो हमारे पास ∞∞ फॉर्म है या अन्य तरीके से यदि f और g दोनों गोज़ टू हैं तो उस स्थिति में 1g विभाजित1f हमारे पास 00 का फॉर्म होगा इसलिए हम इन दो फॉर्म्स 00 और ∞∞ को वहां डेरिवेटिव की सुविधा के आधार पर बदल सकते हैं इसलिए हम इस उदाहरण पर विचार करते हैं कि लिमिट x गोज़ टू 0 दाहिनी ओर से xnln x हो जाती है नेचुरल लोगरिथमिक n इसलिए यहाँ n एक प्राकृत संख्या है तो इस मामले में यह विचार करना बहुत सुविधाजनक है कि यह ∞∞ फॉर्म है तो हम इसे lnx रखते हैं न्यूमैरेटर में और डिनॉमिनेटर में xn को 1xn के रूप में लेते हैं तो इस स्थिति में जब xगोज़ टू 0 पर जाता है तो न्यूमैरेटर इन्फिनिटी तक जाता है और यहाँ डिनॉमिनेटर भी इन्फिनिटी में जाता है हमारे पास∞∞ फॉर्म है और इस मामले में इस this ln x का डेरिवेटिव 1x और फिर 1xn का डेरिवेटिव माइनस nxn1 और फिर हम इसे सरल बना सकते हैं इसलिए हमारे पास 0 की लिमिट है क्योंकि यहां हमारे पास x पावर n जमा 1 है और n एक प्राकृत संख्या है 1 2 3 यहाँ n जो भी होगा आपको x पावर कुछ मिल जाएगा और xगोज़ टू 0 0 बन जाएगा लेकिन उसी उदाहरण में यदि आप xn पर विचार करते है और lnx तो इस डेरिवेटिव 1ln x वहाँ एक समस्या पैदा कर देगा और निश्चित रूप से यह इतनी सरल गणना नहीं होती इसलिए हमें यह देखना होगा कि कौन सा फॉर्म 00 या ∞∞ किसी विशेष उदाहरण में सुविधाजनक होगा तो अब हम ∞ ∞ प्रकार के इंडिटरमिनेट फॉर्म पर चर्चा करेंगे तो मान लीजिए f गोज़ टू इन्फिनिटी और g गोज़ टू इन्फिनिटी है क्योंकि x गोज़ टू a है तो यह f माइनस g यहाँ अंतर x गोज़ टू a एक इंडिटरमिनेट है क्योंकि हमारे पास ∞ ∞ फॉर्म है और हम पिछले व्याख्यान में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह ∞ ∞ फॉर्म एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है और हमें ऐसी लिमिट का मूल्यांकन करने के लिए सावधान रहना होगा तो हम इसको फिर से fx gxलिख सकते हैं अगर हम यहाँ fx gx को fxgx से विभाजित करते हैं और फिर द्वारा fxgxसे गुणा करें और फिर हमारे पास यह आएगा 1gx 1fx1fxg तो इस मामले में हमारे पास स्थिति है और फिर f और g दोनों इन्फिनिटी तक जाते हैं हमारे पास यह 0 है और फिर माइनस 0 है 0 यहाँ 1 ओवर इनटू होगा यह एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है इसलिए 1 ओवर फिर से 0 है तो हमारे पास यहाँ 00 फॉर्म है जिसे हम एल हास्पिटल LHospital नियम की मदद से आसानी से संभाल सकते हैं तो इस मामले में हम फिर से सरल उदाहरण लेते हैं यदि हमारे पास यह है 1x2 1x यहाँ चूंकि x गोज़ टू 0 है इसलिए हमारे पास यह 1 0 जो कि और माइनस दोबारा यहाँ 10 यह भी जा रहा है तो हमारे पास इस समस्या में ∞ ∞ फॉर्म है जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है हम इसे x के रूप में फिर से लिख सकते हैं और फिर यह x2 विभाजित होता है x2x से इसलिए इस मामले में अब sin square x गोज़ टू 0 और 0 से माइनस तो हमारे पास 0 से विभाजित 0है तो यह ∞ ∞ फॉर्म बदल जाता है 00 फॉर्म में जिस पर हम एल हास्पिटल LHospital का उपयोग कर लिमिट प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ आगे बढ़ते हुए इसलिए जब हम इसे लेते हैं जब हम एल हास्पिटल LHospital नियम लागू करने से पहले हम इस एक्सप्रेशन को इस रूप में फिर से लिखते हैं तो हम वहां 1x2 लेते हैं और 1x2से विभाजित करते हैं तो यहx2 और sin2 एक साथ और फिर शेष यहाँ x x2 x2 पहले से ही था और 1 हमने विभाजित किया है हमारे पास x4 है तो यह लिमिट x x2 विभाजित x2x हमने x2x लिमिट को इस फॉर्म में फिर से लिखा है और x x2x4की लिमिट और अब हम दूसरे पर विचार करें sin2x x2x4 तो इस मामले में हमारे पास फिर से यह 00 फॉर्म है तो sin2x गोज़ टू 0 माइनस 0 और फिर 0 से विभाजित होता है इसलिए हम यहाँ एल हास्पिटल LHospital नियम लागू कर सकते हैं जो कहता है कि न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव 2sinx होगा और sin x का डेरिवेटिव x और x2 का डेरिवेटिव माइनस होगा 2 x से विभाजित x4 का डेरिवेटिव जो कि 4x3 है और की लिमिट x गोज़ टू 0 हो जाती है तो यहां फिर से हमारे पास sin 2x 2sin x cos x है sin 2x 2 x विभाजित 4 x3 तो sin 2xगोज़ टू 0 माइनस xगोज़ टू 0 होता है तो हमें फिर से मिलता है 0 0 0 0 फॉर्म जिसे हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा तो यहाँ हमारे पास 2x हो जाएगा 2cos 2x और 2 xका डेरिवेटिव्स माइनस करके केवल 2 होगा और 4 x3 जो बन जाएगा 12 x2 तो अब यहाँ जब हम इस लिमिट को फिर से जाँचते हैं तो 2cos 2x और x गोज़ टू 0 होता है तो यह 1 है तो 2 2 जो 0 है तो फिर से हमारे पास 00 फॉर्म है लेकिन अब हम जो कर सकते हैं हम उसे थोड़ा सरल कर सकते हैं cos 2x को हम 1 माइनस 2sin square x के रूप में लिख सकते हैं और फिर आपके पास माइनस 1 है तो हम 2 को सामान्य ले सकते हैं और हम यहां इस 12 को विभाजित करेंगे तो यह 1 माइनस 1 है यह कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास माइनस 2sin2x है और 6 x2 से विभाजित करेंगे तो यह 13 माइनस 13 और फिर यहाँ हमारे पास लिमिट xगोज़ टू 0 sin2x x2है और अब यहाँ यह लिमिट xगोज़ टू 0 sin2x x2 हो जाती है x2 sin2x और हम देखेंगे कि इन दोनों लिमिट को एक समान तरीके से संभाला जा सकता है तो हम इस पर विचार करते हैं हम x x2ले सकते हैं और दोनों का परिणाम समान लिमिट होगा तो आप बस पर विचार करें लिमिट x गोज़ टू 0 x x2और इस मामले में हम फिर से एल हास्पिटल LHospital नियम लागू कर सकते हैं क्योंकि यह 00 फॉर्म है और फिर हमारे पास यहां लिमिट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और फिर x हमें 2sin x cos x देगा तो यहां हमारे पास 00 फॉर्म फिर से है और फिर न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव हमें 2 देगा और डिनॉमिनेटर का डेरिवेटिव जो 2x है हमें 2cos 2x देगा तो अब अगर हम लिमिट x गोज़ टू 0 लेते हैं तो cos 0 1 है इसलिए 22 लिमिट 1 है वही बात अगर हम यहां विचार करते हैं sin2x x के ऊपर यह बिल्कुल उसी फॉर्म में होगा और लिमिट 1 तक जाएगा क्योंकि डिनॉमिनेटर का उल्टा न्यूमैरेटर बन जाएगा और न्यूमैरेटर डिनॉमिनेटर बन जाएगा और हमारे पास लिमिट 1 आ जाएगी तो अब यहाँ वापस आ रहे हैं मूल लिमिट तक तो यह लिमिट x गोज़ टू 0 sin2x x21 है और दूसरे टर्म के लिए यहां लिमिट जिसका हमने मूल्यांकन किया है जो माइनस 3 था और यह 1 हो जाता है तो 1x2 1sin2x 13 अतः 13 यह 1 है और यह है 13 अत लिमिट है 13 अब इस प्रकृति का अगला उदाहरण है x1ln 1 1x तो इस मामले में सवाल यह है कि इस एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या है जब x गोज़ टू है तो आइए देखें यहाँ x गोज़ टू है तोहमारे पास अब यह है x→∞1ln 1 1x तो यहाँ हमें सावधान रहना होगा जब x goes to है तो यह 1 माइनस कुछ है यहाँ यह एक्सप्रेशन 1 1xहै तो यह 1 से कम है और यहाँ लॉगरिदमिक ln है तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यह 1 है इसलिए 1 से कम लॉगरिदमिक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो यहाँ डिनॉमिनेटर में ln 1 1x सभी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं इसलिए जब x गोज़ टू 1 पर जा रहा है लेकिन 1 ओवर और ये सभी नेगेटिव वैल्यू थे तो 10 यह वास्तव में टेंड tend है ∞ की ओर तो हमारे पास यह फॉर्म है ∞ ∞फॉर्म इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैंने यह लिखा है अतः यहाँ यह टर्म x→∞1ln 1 1x ∞ तो हमारे पास ∞ ∞ फॉर्म है और अब वैसा ही करेंगे जैसा पिछले उदाहरण में किया गया था तो हमारे पास x ln 1 1x हम इसे फिर से लिख सकते हैं 1 1x1 ln 1 1x इसलिए हमें फिर से देखने की आवश्यकता है कि यहाँ अब क्या लिमिट है तो जब एक्स गोज़ टू है इसलिए यह 1 ln 1 गोज़ टू 0 है तो यहाँ हमारे पास 0 है अब यह 1 यह 1 1x लिमिट x गोज़ टू है तो इस मामले में हमारे पास यहाँ है और फिर ln 1 0 इसलिए हमें इसे फिर से लिमिट x गोज़ टू लिखना होगा और ln 1 1x विभाजित 1x से तो अब यह ln 1 वह 0 है और यहां भी 0 है तो हमारे पास 00 फॉर्म है और हम एल हास्पिटल LHospital नियम लागू कर सकते हैं तो यहाँ ln 1 1x हो जाएगा x x 1 डेरिवेटिव और इस टर्म का डेरिवेटिव जो 1x2है और यहाँ हमारे पास 1x2 है माइनस चिह्न के साथ तो यह कैंसिल हो जाता है और फिर हमारे पास माइनस चिह्न होता है तो x और फिर माइनस 1 जमा 1 को विभाजित किया जाता है x 1 से तो जिसे हम 1 जमा 1x घटा 1 के रूप में लिख सकते हैं और जब लिमिट x गोज़ टू होगी तो यह गोज़ टू 0 हो जाता है और हमें यह लिमिट यहाँ 1 के रूप में मिलती है तो इस मामले में हमारे पास 1 माइनस 1 0 है और 0 से विभाजित है तो यह मूल रूप से 00 फॉर्म है और अब हम एल हास्पिटल LHospital नियम लागू कर सकते हैं तो हमें इस टर्म का डेरिवेटिव प्राप्त करना होगा तो इस टर्म का डेरिवेटिव प्रोडक्ट नियम होगा जो यहां लागू होगा तो x का डेरिवेटिव1 है और तब हमारे पास यह टर्म ln 1 1x और फिर प्लस x इसका डेरिवेटिव रहेगा जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया है इससे पहले कि xx 1 और 1x2 और यह x इसे बनाता है x2 और फिर यहाँ यह है xx 11x2 तो इस मामले में यह 0 है और फिर यहां यह फिर से 0 है इसी तरह यहां भी 0 है इसलिए हमारे पास फिर से 00 फॉर्म है और हमें इस एक्सप्रेशन पर एक बार फिर से एल हास्पिटलLHospital नियम लागू करने की आवश्यकता है तो यहाँ डेरिवेटिव1x 1 हो जाएगा जैसा कि पहले किया गया था और इस इस टर्म का डेरिवेटिव जो 1x 1 है माइनस 1x 12 हो जाएगा और यहां हमारे पास 1x है तो डेरिवेटिव होगा x2x 12 और xx 1 का डेरिवेटिव 2x 1 होगा तो अब फिर से हम इस टर्म को थोड़ा सरल करते हैं इसलिए यदि मैं यहाँ न्यूमैरेटर में x2 से x 1 गुणा करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा हमें xx 1 और फिर x2 मिलेगा नेगेटिव चिह्न के साथ और फिर यह हो जाएगा 2x 1 तो यह x x2 के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यह 1 x है और यह माइनस इसे प्लस बना देगा तो x 2x 1 और फिर यहां 2 होगा और जब हम इसे 2 से विभाजित करते हैं हमें मिलेगा 11 तो हमारे पास यह 112x 1 है है और जब x गोज़ टू है तो यह 1 हो जाएगा और आधा है यह वैल्यू आधा होगा तो यह x1ln 1 1x 12 अब हम 00 0 और 1इंडिटरमिनेट फॉर्म की ओर बढ़ेंगे तो इन सभी प्रकार की लिमिट को हम एक साथ कर सकते हैं तो हम देखते हैं fxgको x गोज़ टू a देखते हैं और मान लीजिए f और g में निम्नलिखित गुण होते हैं तो पहला fगोज़ टू 0 है और gxगोज़ टू 0 है हमारे पास यह लिमिट 00है दूसरे मामले में हम विचार करेंगे कि f गोज़ टू 0 है और यह g गोज़ टू 0 है तो इस मामले में हमारे पास 0 फॉर्म है और तीसरे मामले में हम fगोज़ टू 1 लेते हैं हमारे यहां 1 है और यह g गोज़ टू है 1 पावर इंफिनिटी तीसरा फॉर्म है इन सभी मामलों में हम यहाँ y को नया फ़ंक्शन मानते हैं f पावर g के तो f पावर g किसी भी स्थिति में जब हम लिमिट लेते हैं ln y यह बन जाएगा g ln f और अब उदाहरण के लिए पहली स्थिति पर विचार करें जब f गोज़ टू 0 है तो यह ∞ पर जाएगा और gगोज़ टू 0 होगा 0×∞ फॉर्म दूसरे मामले में जब f गोज़ टू होगा तो यह इंफिनिटी हो जाएगा और g गोज़ टू 0 होगा फिर से 0 × ∞ फॉर्म तीसरे मामले मैं जब f गोज़ टू 1 और g गोज़ टू है तो और ln 1 0 हो जाएगा तो हमारे पास फिर से 0×∞ फॉर्म होगा तो इन सभी मामलों में चाहे f गोज़ टू 0g गोज़ टू 0 का अर्थ है 00फॉर्म 0 फॉर्म 1 फॉर्म इन सभी मामलों में फॉर्म हमारे पास होगा 0×∞ जब हम इस एक्सप्रेशन का लॉगरिदमिक लेते हैं और फिर हम लिमिट लेते हैं तो यहाँ लिमिट लेते समय यह हो जाएगा ln और चूंकि यह एक कंटिन्यूस फ़ंक्शन है तो हम इस लिमिट को यहाँ तर्क तक ला सकते हैं ln x→ayxgxln fx और अब यहाँ जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये 0×∞ फॉर्म की फॉर्म हैं जिन्हें हम पहले कर चुके हैं और मान लीजिए कि यह लिमिट L है इसलिए एक बार जब हम इस लिमिट की गणना कर लेते हैं और हम इस एल्गोरिथम को दोनों पक्षों में एक्स्पोनेंशियल ले सकते हैं ताकि यह लिमिट x गोज़ टू y तक जाए क्योंकि यह यहां वांछित लिमिट थी यह y थी अतः लिमिट x गोज़ टू y Lनंबर का एक्स्पोनेंशियल बन जाएगी तो हमने देखा कि ये सभी प्रकार के फॉर्म 00 0 और 1 को इस फ़ंक्शन y का लॉगरिदमिक लेकर किया जा सकता है जिसे हमने यहां माना है f पावर g अब यहां उदाहरण लेते हैं xx और x गोज़ टू 0 इसलिए इस मामले में जैसा कि पहले चर्चा की गई थी हम लेंगे y बराबर xx हम इसमानेंगे xx को y और फिर यहाँ लॉगरिदमिक लेंगे तो y बन जाएगा xlnx तो अब हमारे पास xln x की लिमिट है तो हमारे पास 0×∞ फॉर्म है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम इसमें लाएंगे ∞∞ फॉर्म तो ln x और 1x और अब यहाँ एल हास्पिटल LHospital नियम लागू करें इसलिए ln x 1 x होगा और यहाँ 1 x2 जो केवल x है यहाँ और x गोज़ टू 0 0 बन जाएगा और उसके बाद दोनों पक्षों के एक्स्पोनेंशियल लेंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि लिमिट y बराबर है e0 यहाँ जो 1 है एक और उदाहरण यदि आप यहां पर विचार करते हैं जो 1 है cos x गोज़ टू 1 है और 1x गोज़ टू तो हमारे पास 1 फॉर्म है और इसी तरह की प्रक्रिया हम मानते हैं y को 1x लॉगरिदमिक लेकर तो y होगा ln cos x x और अब यह 1 और यहाँ फिर से 0 पर जाता है इसलिए लिमिट लेते ही 00 फॉर्म इसलिए हम एल हास्पिटल LHospital नियम लागू करेंगे इसलिए हम यहाँ ln cos x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1cos x है और इस cos x डेरिवेटिव होगा sin x इसे 1 के डेरिवेटिव से विभाजित किया गया है जो कि 1 है तो हमारे पास यहां माइनस 10 xx गोज़ टू 0 है चाहे यह 0 पर जाता है तो हमारे पास यह लिमिट 0 है और फिर इस एक्स्पोनेंशियल को दोनों तरफ लेने पर हमें लिमिट प्राप्त होगी y जो यहाँ वांछित फ़ंक्शन था गोज़ टू 1 अंत में हम इस लिमिट के एक और उदाहरण पर विचार करते हैं 1sin x और 1n x x गोज़ टू 0 है तो हमारे पास 0फॉर्म है और फिर से यहां लिमिट लेते हुए या लॉगरिदमिक लेते हुए हम प्राप्त करेंगे ln y 1ln x ln 1sin x तो यहाँ यह हो जाएगा 1ln x x गोज़ टू 0 है इसलिए तो यह एक 0 है और फिर यहाँ ln है तो 0×∞ फॉर्म और फिर हम इसे फिर से लिख सकते हैं जैसे लॉगरिदमिक लेते समय मैं अब लिमिट ले रहा हूं तो यह 1ln x ln 1sin x है तो 1sin x यहाँ है इसलिए और ln x द्वारा विभाजित तो यह भी गोज़ टू है तो हमारे पास ∞∞ है इसलिए न्यूमैरेटर है ln 1sin x और डिनॉमिनेटर है ln x अब हम एल हास्पिटल LHospital नियम लागू कर सकते हैं तो यहाँ ln 1sin x इसका डेरिवेटिव होगा sin x और 1sin x का डेरिवेटिव होगा 1x और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x तो यह न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव है ln 1sin x और फिर ln x 1xदे देंगे तो अब हम इसे सरल कर सकते हैं इसलिए हमारे पास यहाँ cos x sin x है और फिर x वहां है तो xcos x sin x और अब हम जानते हैं कि यह xsin x जैसे ही यह लिमिट x गोज़ टू 0 पर जाता है 1 हो जाती है और फिर cos 0 भी 1 है तो हमारे पास यह 1 है और फिर दोनों पक्षों को एक्स्पोनेंशियल ले रहा है तो हम प्राप्त करेंगे ln x गोज़ टू 0 और y को e 1 के रूप में इसलिए हमने प्रत्येक प्रकृति के कम से कम 1 उदाहरण पर विचार किया है और ये संदर्भ इस व्याख्यान की तैयारी के लिए उपयोग किए गए हैं तो आज हमने जो सीखा है वह 0×∞ का इंडिटरमिनेट फॉर्म है और ये तीनों जो लॉगरिदमिक फ़ंक्शन का उपयोग करके हैंडल किए गए थे सभी मामलों में हमने एल हास्पिटल LHospital नियम का उपयोग किया है जो कहता है कि दो फ़ंक्शन के रेश्यो की लिमिट जब वे 00 या फॉर्म में जाते हैं तो डेरिवेटिव के डेरिवेटिव रेश्यो की लिमिट के बराबर होगी तो यह एक बहुत ही उपयोगी नियम एल हास्पिटल LHospital था और हमने इन सभी प्रकार के इंडिटरमिनेट फॉर्म को एक ही अवधारणा की मदद से किया है तो यह व्याख्यान का अंत है